तो इस सप्ताह के चौथे मॉड्यूल के लिए वापस स्वागत है इसलिए पिछले मॉड्यूल में हमने मेक्सिमम एन्ट्रापी क्लासिफायर के बारे में बात करना शुरू कर दिया था कि इस मेक्सिमम एन्ट्रापी क्लासिफायर का उपयोग करने के लिए मूल सिद्धांत क्या है और हमने देखा कि हम किसी भी छिपे हुए नए सेट का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें HMM जैसे पहले के किसी मॉडल में उपयोग नहीं कर सकते थे इसलिए आज मैं एक सरल उदाहरण लेकर शुरुआत करूंगा जो आपको इस बात पर कुछ आइडिया देगा कि वास्तव में एक सिम्पल क्लासिफायर प्रोब्लम के लिए मेक्सिमम एन्ट्रोपी क्लासिफायर कैसे काम करता है और फिर हम देखेंगे कि यह एक सीक्वेंस टैगिंग समस्या के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है जो कि मुझे एक वाक्य दिया गया है तो यह स्पीच टैगिंग के भाग के लिए मेरी समस्या है और प्रत्येक शब्दों के लिए वाक्य दिया गया है मुझे यह पता लगाना है कि उसके लिए स्पीच टैग का वास्तविक हिस्सा क्या है इसलिए अभी हमने अधिकतम एन्ट्रापी क्लासिफायर में जो देखा था वह मुझे दिये गए एक संदर्भ में क्लास y पर एक प्रोबेबिलिटी देता है इसलिए उस शब्द के आसपास के संदर्भ के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत शब्द के लिए मैं यह अनुमान लगा सकता हूं कि भाषण श्रेणी का उपयुक्त हिस्सा क्या है लेकिन एक बार मुझे यह अनुक्रम दिया जाता है तो यह मॉडल वास्तव में कैसे उपयोग किया जाएगा तो वहां इसका एक विशेष नाम है MEMM - मेक्सिमम एन्ट्रापी मार्कोव मॉडल और हम देखेंगे कि क्लासिफायर का उपयोग करने के लिए एल्गोरिथ्म क्या है जिसे हमने सीक्वेंस टैगिंग समस्या के लिए चर्चा की है तो अब एक साधारण समस्या के साथ शुरू करते हैं कि मेक्सिमम एन्ट्रोपी क्लासिफायर और प्रेक्टिस प्रोब्लम का उपयोग कैसे करें इसलिए आप इसे अपने आप उपयोग कर सकते हैं लेकिन मैं आपको कुछ संकेत देने की कोशिश करूंगा तो समस्या कहती है इसलिए आप स्पीच टैगिंग के भाग के लिए मेक्सिमम एन्ट्रोपी क्लासिफायर का उपयोग करना चाहते हैं और आप दिये हुए शब्द के लिए प्रोबेबिलिटी टैग का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इस हाइपोथेटिकल सेटिंग में आप मान सकते हैं कि केवल तीन संभावित टैग डिटर्मिनर नाउँन और वर्ब हैं और शब्द सेट V के किसी भी सदस्य से संबंधित हो सकता है जो आपकी वोकेबलरी है और वोकेबलरी में ए मेन स्लीप्स और कुछ अतिरिक्त शब्द शामिल हैं इसलिए इस समस्या में यह मायने नहीं रखता कि आपकी वोकेबलरी में कितने शब्द हैं अब दिये गए कंसट्रेंट इस प्रकार है इसलिए जिस शब्द पर प्रोबेबिलिटी टैग मिलेगा वह संभावनाएं निम्नलिखित तरीके से दी गई हैं दिए गए शब्द a डिटर्मिनर की प्रोबेबिलिटी 09 है दिए गए शब्द man नाऊन की संभावना 09 हैं दिए गए शब्द sleeps टैग V की प्रोबेबिलिटी 09 है a शब्द के अलावा दिया गया शब्द की D हैं वोकेबलरी में man या sleeps की 06 हैं और उसी तरह दो समस्याओ की हैं जो यहाँ दिए गए हैं इसलिए याद रखें कि मेक्सिमम एन्ट्रापी क्लासिफायर के मामले में हमने क्या किया है आपको डेटा दिया जाता है और इंपेरिकल डीस्ट्रीब्यूशन से आप कुछ तथ्यों को निकालते हैं और अब आप एक वितरण का पता लगाना चाहते हैं जो उस इंपेरिकल डीस्ट्रीब्यूशन से मिलता जुलता हो इसलिए अब मैं दिये गए शब्द I की संभावना का पता लगाना चाहता हूं ताकि इन कंसट्रेंस का पालन किया जा सके तो अब मैं अपनी मेक्सिमम एन्ट्रापी क्लासिफायर कैसे बनाऊं यह समस्या है तो अब यह कहा जाता है कि अन्य सभी संभावनाएं जो नहीं दी जाती हैं मान लेते कुछ वैल्यूस हैं जैसे कि दिये गए शब्द I आइ की प्रोबेबिलिटी सभी संभावित टैगों के लिए एक है यह नार्मलाइजेशन कंसट्रेंस है दिए गए शब्दों के लिए सभी संभावित टैग की संभावना 1 तक होनी चाहिए अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं तो पहला सवाल यह है कि इसलिए आपको यह समस्या सेटिंग्स दी गई है अब यह परिभाषित करने का प्रयास करें कि इन कंसट्रेंस को देखते हुए मेक्सिमम एन्ट्रापी मॉडल के फीचर्स ऑप्शन क्या होंगे और समस्या यह कहती है कि मार्कोव फीचर्स कुछ f 1 और f 2 के रूप में है और प्रत्येक फीचर का प्रारूप एक जैसा होना चाहिए जैसा कि हमने पिछली कक्षा में बताया था इसलिए यह है कि प्रत्येक फीचर आपके x और y x का फंकशन है जो कि शब्द के चारों ओर संदर्भ है और क्यों विशेष क्लास या टैग है फिर अगला प्रश्न प्रत्येक फीचर fi के लिए लैंबडा का एक वेट मानता हूं मैं अब निम्नलिखित संभावनाओं की अभिव्यक्ति लिखता हूं तो आपके मॉडल पैरामीटरस के संदर्भ में D cat की संभावना क्या है तो पैरामीटर मुख्य रूप से लैम्ब्डा 1 से लैम्ब्डा 6 हैं इसी तरह N laugh D man की संभावना का पता लगाएं अंत में समस्या यह है कि लैम्ब्डा 1 से लैम्बडा 6 में पैरामीटरस की वैल्यूस आपके मॉडल में क्या होनी चाहिए जैसे कि आपको डिस्ट्रिब्यूशन में प्रश्न में दिखाया गया है तो यह समस्या से है तो मुझे इसे n स्टेप्स तक हल करने की कोशिश करना हैं तो यह पहली समस्या है कि मेरे मॉडल की विशेषताएं क्या होनी चाहिए जैसे कि वे इस वितरण के समान हैं तो ये वास्तव में डेटा से कुछ निश्चित तथ्य हैं इसलिए मुझे पहला तथ्य की प्रोबेबिलिटी D a 09 है तो अब मैं कुछ फीचर्स f x y का पता लगाना चाहता हूं इस तरह यह इस परटिक्युलर कंसट्रैंटस से मेल खाने की कोशिश कर सकता है तो x मेरे डेटा पर है तो यह मेरा शब्द और संदर्भ था और y टैग है इसलिए अब मैं इस विशेष उदाहरण में क्या देख रहा हूं मैं देख रहा हूं कि जब शब्द a है I जो टैग वह D के साथ 09 की संभावना देता है तो यह किस तरह की फीचर्स मॉडल को करने की कोशिश करेगे तो मेरी फीचर्स y को प्रभावित करना चाहिए इसलिए मैं एक फीचर शब्द का उपयोग कर सकता हूं जो कि मेरा x a के बराबर है और टैग जो कि मेरा y है D के बराबर है जो कि a और D दोनों को एन्कोडस करता है जो कि मैं इस इंपेरिकल डेटा में देख रहा हूं इसमें हम आपके f 1 के रूप में कॉल कर सकते हैं जो a है और टैग D है यह एक बाइनेरी फीचर है इसलिए जब भी आप शब्द a और D रूप में देखेंगे तो आप इसे 1 के रूप में लिखेंगे इसे व्यक्त करने के लिए आप कह सकते हैं कि f1 1 के बराबर है यदि ऐसा यह 0 के बराबर है अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं इसे इस पत्र में नहीं लिख रहा हूं तो अब मुझे कुछ अन्य फीचर्स को परिभाषित करना होगा और संकेत यह है कि छह फीचर मेरे काम को आसान बना देंगे इसलिए यह पर्याप्त संकेत की तरह है कि आपके पास छह संभावित कंसट्रैंटस हैं और आपको प्रत्येक कंसट्रैंट के लिए छह फीचर्स को परिभाषित करना होगा तो हम दूसरी कंसट्रैंट लेते हैं दूसरा कंसट्रैंट की संभावना N man 09 है तो इस कंसट्रैंट के लिए मेरे फीचर्स क्या होगे फिर से f2 शब्द man के बराबर होगा और टैग N नाउँन के बराबर है उसी तरह से आप अपने तीसरे मामले के लिए कर सकते हैं तो f3 बाहर आ जाएगा जो कि शब्द sleeps के बराबर है और टैग V के बराबर है अब आप अपने चौथे ओबसरवेशन के लिए क्या करेंगे वह क्या है जो प्रोबेबिलिटी D दिये गये शब्द 06 के बराबर है शब्द के लिए वोकेबलरी a मेन और स्लिप्स किसी भी शब्द के लिए जो कि माइनस sleeps के अलावा है तो आपकी फीचर क्या होगी फिर से आपके पास एक समान फीचर f 4 शब्द होगा इसलिए मुझे इसे V प्राइम V a man sleeps के रूप में कॉल करें मुझे इसे V प्राइम के रूप में कॉल करें यह मेरा V प्राइम है तो शब्द V प्राइम में है और टैग D के बराबर है इसी तरह मेरी f5 V प्राइम में शब्द बन जाएगा और टैग N हैं F6 शब्द V प्राइम में है और टैग V है और ये मेरी छह फीचर्स हैं जो कि डिस्ट्रिब्यूशन को मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे तो यह है कि आप डेटा के बारे में कुछ तथ्यों को देखते हुए फीचर्स का चयन कैसे करेंगे इसलिए यहां देखें कि मैं अभी इन नंबरों के मिलान से कुछ नहीं कर रहा हूं ताकि मैं अपने लैम्ब्डास का उपयोग करने की कोशिश करूं जो कि फीचर वेट सेट करता है जिसे मुझे चुनना है तो सवाल का अगला हिस्सा कहता है कि अब वेट्स दें तो मान लीजिए कि यह लैम्ब्डा 1 है इसका वजन लैम्ब्डा 1 लैम्ब्डा 2 लैम्ब्डा 3 और इसी तरह है तो प्रत्येक फ़ीचर f i में लैम्बडा i का वेट् है अब मॉडल पैरामीटरस के संदर्भ में कुछ प्रोबेबिलिटीस का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो मुझे पहला प्रश्न खुद ही निकालने की आवश्यकता है जो D cat की संभावना है मैं इसे मॉडल पैरामीटरस के संदर्भ में लिखना चाहता हूं तो यह प्रोबेबिलिटी D cat क्या होंगी इसलिए अब मेरे अधिकतम एन्ट्रापी मॉडल के संदर्भ में मैं इस परटिक्युलर प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखूं यह e टु द पावर ऑफ सिगमा लैंबडा होना चाहिए जो कि i f i जिसे मैं नार्मलाइजेशन कोंस्टेंट से विभाजित करता हूं और Z ऐसा होना चाहिए जो तीनों टैग के लिए एक को जोड़ देगा तो प्रोबेबिलिटी D cat प्रोबेबिलिटी N cat प्रोबेबिलिटी V cat 1 होनी चाहिए इसलिए मुझे इस विशेष y को लेने दें मुझे केवल इस पर ध्यान केंद्रित करने दें और मैं Z के बारे में बाद में बात करूंगा तो अब यह sigma lambda i f i x y है यहाँ x cat है और y D है अब f x y है इसलिए प्रत्येक छः फीचर्स बाइनेरी फीचर्स हैं इसलिए वे 1 या 0 लेंगे और लैंबडा मुझे सिर्फ 1 बार दिए जाता हैं और फिर वैल्यूस नहीं दिए जाते हैं तो मैं सिर्फ लैम्ब्डा 1 लैम्ब्डा 2 और इसी तरह ले सकता हूं तो अब क्या यह वैल्यू क्या होंगी तो मुझे पहला फीचर लेने दो तो पहला फीचर शब्द a है और टैग D है इस मामले में मेरा शब्द केट है इसलिए स्पष्ट रूप से यह एक फीचर नहीं है तो f1 x5 के लिए यह 0 होगा इसलिए लैम्ब्डा 1 गुणित 0 लैम्ब्डा 2 गुणित हैं मेरी दूसरा फीचर क्या हैं दूसरा फीचर कहता हैं कि शब्द मेन है और टैग n है फिर से यह 0 है f 3 शब्द स्ल्पिस हैं टैग V हैं यह फिर से 0 हैं f4 है तो मेरा फीचर f 4 एक शब्द हैं जो v प्राइम में है और टैग D हैं क्या यह शब्द v प्राइम केट है या तो एक मेन नहीं है और sleeps है इसलिए यह v प्राइम में है और टैग d है तो यह वास्तव में एक है तो शब्द v प्राइम में है और टैग d है इसलिए lambda दोनों 4 गुना 1 है मैं f 4 नहीं लिखूंगा f 4 1 हैं इस मामले lambda 5 हैं अब आप फीचर 5 और 6 में देखेंगे टैगस अलग अलग हैं वे N और V हैं इसलिए वे फिर से 0 लैम्ब्डा 6 0 होंगे यह लैम्ब्डा 4 देता हैं तो अब मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है यह e टु द पावर लैम्ब्डा 4 जो Z द्वारा विभाजित होगा अब आप Z का पता कैसे लगाते हैं अब Z का पता लगाना है आपको वास्तव में अन्य दो संभावनाओं की भी गणना करनी है तो आपको प्रोबेबिलिटी N cat और प्रोबेबिलिटी V cat की गणना करनी होगी और फिर आप इसे प्लस करके 1 के बराबर करते है इसलिए मुझे जल्दी से ऐसा करने दें तो जब आप प्रोबेबिलिटी N cat की गणना करेंगे तो क्या होगा पहले तीन फीचर्स a man और sleeps का फिर से उपयोग करते हैं जो यहां नहीं है चौथे फीचर्स से वे V प्राइम में शब्दों का उपयोग कर रहे हैं इसलिए शब्द cat V प्राइम में है तो फीचर्स 1 से f 4 f 5 f 6 हो सकते हैं लेकिन अब मुझे टैग देखना होगा f4 के लिए टैग D था f 5 के लिए टैग N था और f6 के लिए टैग V था यह N था और यह V था इसलिए N cat के लिए f5 की संख्या 1 होगी और V कैट f 6 के लिए 1 होगा तो क्या मैं प्रोबेबिलिटी और दीया गया cat लिख सकता हूं यह e टु द पॉवर लैंबडा 5 Z होंगा और यह e टु द पावर लैंबडा 6 Z द्वारा विभाजित होगा अब आप गणना कर सकते हैं कि PD cat क्या है क्योंकि यह c 1 तक बढ़ जाएगा इसलिए कोंसट्रेंट को रख कर यह e टु द पावर लैंबडा 4 e टु द पावर लैंबडा 5 e टु द पावर लैंबडा 6 जो कि Z द्वारा विभाजित होकर 1 के बराबर है तो यह आपको e टु द पावर लैंबडा 4 e टु द पावर लैंबडा 5 e टु द पावर लैंबडा 6 जो कि Z के बराबर है इसलिए इसे हम e टु द पावर लैंबडा 4 विभाजित लैम्ब्डा 4 e टु द पावर लैंबडा 5 e टु द पावर लैंबडा 6 के रूप में लिख सकते हैं जो कि आपके मॉडल पैरामीटरस के संदर्भ में प्रोबेबिलिटी D अब मैं उसी तरह से बहुत ही समान तरीके से मैं सुझाव दूंगा कि आप अन्य दो मामलों को आज़माएं N laughs की प्रोबेबिलिटी क्या है और D laughs की प्रोबेबिलिटी संभावना क्या है इसलिए फिर से हमने उन प्रोबेबिलिटीस का उपयोग नहीं किया है जो 09 हैं और वगैरह हैं जो कोंसट्रेंट की चर्चा में दिए गए थे ताकि मुझे अंतिम बिंदु में उपयोग करना पड़े इसलिए आपके मॉडल में पैरामीटरस के साथ क्या वैल्यूस हैं जो कि ऊपर दर्शाए अनुसार डिस्ट्रिब्यूशन को देने के लिए लेते हैं इसलिए यही वे मूल्य हैं जो हमें ले जाने चाहिए जो कि प्रोबेबिलिटी D a 09 हैं इसलिए समीकरणों के संदर्भ में आपको अपना अंतिम उत्तर देने की आवश्यकता हो सकती है तो मुझे केवल पहले कोंसट्रेंट को संतुष्ट करने के लिए केवल पहला प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए कि मेरे लैम्ब्डा पर कोंसट्रेंट क्या होना चाहिए जैसे कि प्रोबेबिलिटी D a 09 को संतुष्ट करती है और आइडिया बहुत बहुत आसान है आप ऐसा ही करेंगे जैसे कि हमें प्रोबेबिलिटी D cat पता चला तो आप अब प्रोबेबिलिटी D a को खोजने का प्रयास करेंगे और यह e टु द पावर लैंबडा 1 होगा हाँ क्योंकि इस पहला फीचर 1 है जो Z द्वारा विभाजित है अब Z क्या है इसलिए Z का पता लगाने के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी V a है और N a का पता लगाना होगा अब इस प्रोबेबिलिटी V a को लाया है तो फिर से मैं 1 विभाजित Z द्वारा जो कि e टु द पावर लैंबडा 1 गुणित f1 होगी और इसी तरह होगी अब यह शब्द a केवल पहली फीचर में दिया गया है हाँ पहली फीचर यह कहती है कि शब्द a है और टैग D है इसलिए शब्द a दिया गया है यह फीचर 2 फीचर 3 में नहीं दिया गया है अब दूसरे फीचर्स f 4 f 5 f 6 के बारे में क्या कहेंगे वे सभी V प्राइम में उन शब्दों के बारे में बात करते हैं जहां शब्द नहीं है इसलिए इस मामले के लिए कोई भी फीचर नहीं हो सकता है इसलिए उनमें से सभी 0 होंगे तो यह केवल e टु द पावर 0 के लिए होगा सभी फीचर्स 0 हैं a के साथ भी ऐसा ही होता है इसलिए वे 1 बाइ Z 1 बाइ Z हैं और यह मुझे बताता है कि D a e टु द पावर लैंबडा 1 विभाजित e टु द पावर लैंबडा 12 होना चाहिए और कोंसट्रेंट को संतुष्ट करने के लिए 09 होना चाहिए और यह मुझे लैम्ब्डा 1 का मूल्य देगा इसी तरह आप सभी छह मामलों के लिए करेंगे और प्रश्नों को लिखेंगे तो आशा है कि आप इस बात पर एक अच्छा आइडिया देते हैं कि हम वास्तव में डेटा में मेक्सिमम एन्ट्रापी क्लासिफायर संदर्भ समय 1750 से कैसे शुरू करते हैं और हम संभावनाओं की गणना कैसे करते हैं अब मैं एक बहुत विशिष्ट मामला लूँगा इसलिए 1996 में रत्नापारखी द्वारा लिखित द्वारा पेपर स्पीच टैगिंग के भाग के लिए मेक्सिमम एन्ट्रापी मॉडल का उपयोग करने पर लिखे गए पेपर के बारे है इसलिए जो मैं दिखाऊंगा वह यह है कि स्पीच टैगिंग के भाग के लिए किस प्रकार की फीचर्स का उपयोग किया जाता है तो अब यह मॉडल अब वहां है जो समझना महत्वपूर्ण है कि एक समस्या को देखते हुए मुझे एक अच्छा प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की फीचर्स का उपयोग करना चाहिए मॉडल तभी काम करेगा यदि आपके द्वारा चुने गए फीचर्स अच्छी तरह के हैं और तभी इस विशेष समस्या के लिए उपयुक्त है तो स्पीच टैगिंग समस्या के भाग के लिए उन्होंने किस प्रकार के फीचर्स का उपयोग किया है अब फिर से एक नई समस्या को देखते हुए आपको वापस पीछे जाना होगा और पता लगाना चाहिए कि आपके द्वारा अब पहचानी जाने वाली दिलचस्प फीचर्स क्या होनी चाहिए आपको अपने फीचर्स को कैसे परिभाषित करना चाहिए लेकिन महत्वपूर्ण फीचर्स क्या हैं हम हमेशा उस विशेष समस्या पर निर्भर करेंगे जो आप हल कर रहे हैं इसलिए जैसा कि हमने कहा था कि मेक्सिमम एन्ट्रापी मॉडल में आप शब्द के चारों ओर एक संदर्भ चुनते हैं जहाँ से आप अपनी फीचर्स को चुन सकते हैं तो इस मामले में उन्होंने क्या संदर्भ चुना है उन्होंने वर्तमान शब्द अगले दो शब्द पिछले दो शब्द और पिछले दो शब्दों को दिए गए टैग को चुना है और यह दिलचस्प बात यह है कि आप डिकोडिंग के समय इस तरह की फीचर्स का उपयोग कैसे करते हैं जब एक अनुक्रम दिया जाता है जिसे आप टैग का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि पिछले शब्द के लिए सबसे अच्छा टैग क्या है इसलिए हम इस समस्या को देखेंगे जब हम सर्च एल्गोरिथ्म के बारे में बात करते हैं बीम सर्च एल्गोरिथ्म कि हम कैसे पिछले टैग और पिछले टैग का उपयोग करते हैं जो अभी तक पूरी तरह से असाइन नहीं किए गए हैं लेकिन यहां हमेशा फीचर्स का उपयोग करें यह सभी संदर्भ इस फीचर्स को परिभाषित करने के लिए हैं अब फीचर्स के रूप क्या हैं तो हाँ बस आपको एक और उदाहरण देता हू फीचर्स इतिहास या संदर्भ और वर्तमान टैग पर निर्भर करेंगे इसलिए यह वह है यदि वर्तमान शब्द में ing का सफिक्स है और टैग VBG है जो एक प्रकार की फीचर है वर्तमान शब्द और टैग का सफिक्स है तो अन्य फीचर्स क्या हैं तो यहां एक दिलचस्प बात क्या है हमने फीचर्स को तीन भागों में विभाजित किया है कुछ फीचर्स केवल उन शब्दों के लिए हैं जो दुर्लभ नहीं हैं जो कि बहुत बहुत सामान्य हैं दूसरे तरह की फीचर्स वे शब्द हैं जो दुर्लभ हैं यह उन शब्दों के लिए अलग अलग फीचर्स क्यों परिभाषित करता है जो दुर्लभ हैं क्योंकि ये शब्द मेरे प्रशिक्षण डेटा में फिर से नहीं देखे जा सकते हैं लेकिन मैं कुछ अन्य वास्तविक शब्दों को देख सकता हूं इसलिए क्या मैं सीधे शब्द का उपयोग करने के बजाय इन शब्दों के कुछ गुणों का उपयोग कर सकता हूं तो आगे के शब्द जो दुर्लभ नहीं हैं वे कई बार होते हैं शब्द wi का सीधे उपयोग करता है जो कि x के बराबर है और इसका वर्तमान टैग यह फीचर का रूप है लेकिन यदि शब्द दुर्लभ है तो वह सीधे शब्द का उपयोग नहीं करता है वह कहता है कि x एक प्रिफिक्स हैं जो x की लंबाई wi जो कि 4 से छोटा या बराबर है इसलिए वह शब्द के सभी प्रीफिक्ससेस का उपयोग करता हैं जो 1 2 3 और 4 से शुरू कर रहा है और उसी समान सफिक्स के लिए भी हैं अब यह कैसे सफिक्स का उपयोग करने में सहायक होगा इसलिए उदाहरण के लिए मेरे पास ऐसे शब्द हैं जो ed से समाप्त होते हैं लेकिन कुल मिलाकर यह शब्द दुर्लभ है तो क्या मैं इस तथ्य का उपयोग कर सकता हूं कि शब्द ed में समाप्त होता है यही कारण है कि हम यहां सफिक्स का उपयोग इसी तरह से प्रिफिक्स के लिए कर रहे हैं मेरे पास कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि एड्जेक्टिवस के लिए अपोजिट करना और इसी तरह तो इस तरह की फीचर्स का उपयोग करके इसे कैप्चर किया जा सकता है चाहे शब्द में कोई संख्या हो या अपरकेस केरेकटर या हाइफ़न में यह दुर्लभ शब्दों के लिए है अब वह सभी शब्दों के लिए सिर्फ कुछ अन्य फीचर्स हैं तो क्या फीचर्स हैं पिछला टैग x है और वर्तमान टैग t है यह बहुत बहुत सामान्य फीचर है पिछले दो टैग x और y हैं वर्तमान टैग t है पिछला शब्द x है और वर्तमान टैग t है पिछला से पिछला शब्द x है वर्तमान टैग t है तो अगले अगले शब्दों के लिए अगले के लिए इसी तरह है तो अब देखते हैं कि ये फीचर्स क्या रूप लेंगे तो यह फीचर्स का जेनेरिक रूप है अब हम एक सरल संदर्भ लेते हैं और देखते हैं कि ये फीचर्स क्या रूप लेने वाली हैं तो यह एक संदर्भ है मेरे पास एक वाक्य हैं द स्टोरीस अबाउट वेल हील्ड कम्युनिटीस एंड डेवलपर्स और टैग DT हैं NNS के सभी स्पीच टैग मुझे दिए गए हैं तो यह मेरे लेबल डेटा के लिए है अब ये फीचर्स क्या वैल्यूस लेंगे इसलिए सबसे पहले मैं दुर्लभ शब्दों और बहुत दुर्लभ नहीं के बीच अंतर करूंगा तो यहाँ दुर्लभ शब्द क्या हो सकते हैं उदाहरण के लिए यहाँ वेल हील्ड शब्द दुर्लभ शब्द है और अन्य शब्द जैसे कि स्टोरीस कम्युनिटीस डेवलपर्स दुर्लभ नहीं हैं तो उन शब्दों के लिए जो दुर्लभ नहीं हैं उनके लिए मैं कोनसे वर्तमान शब्द और टैग का उपयोग कर रहा हूं तो मेरे फीचर शब्द एक stories हो सकता है और टैग NNS और इसी तरह है तो शब्द वेल हील्ड के लिए मैं सफिक्स और प्रिफिक्स का उपयोग करूंगा तो W शब्द का एक प्रिफिक्स है और टैग J J है W एक प्रिफिक्स है और टैग J J है इसी तरह ed एक सफिक्स है और टैग J J है और इसी तरह और फिर कुछ फीचर्स सभी शब्दों के लिए होंगे जैसे कि फॉर अबाउट वेल हील्ड पिछले टैग IN में क्या फीचर होंगे और वर्तमान टैग JJ है पिछले दो टैग NNS और IN हैं और वर्तमान JJ है पिछले शब्दों या शब्द स्टोरीस और वेल हील्ड के बारे में और वेल हील्ड और इतने पर इसलिए आप इन सभी फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं तो यहाँ ये सभी फीचर्स हैं तो यह दुर्लभ शब्द वेल हील्ड के लिए प्रिफिक्स और सफिक्स है और अन्य चीजें हैं जैसे कि wi में हाइफ़न है जो कि वेल हील्ड के मामले में है और टैग JJ है तो अब यह है कि आप अपने डेटा से अपनी सभी फीचर्स को कैसे लिखेंगे और आप अपने पैरामीटर लैम्ब्डा को सीखेंगे और रन समय में आप टैग की संभावना खोजने के लिए इन फीचर्स का पैरामीटर में उपयोग करेंगे तो आशा है कि यह आपको कुछ आइडिया देता है और आप किसी दिए गए कार्य के लिए अपने फीचर्स को कैसे चुन सकते हैं अब मुझे इस मेक्सिमम मॉडल के लिए सर्च एल्गोरिथ्म पर जाने दें इसलिए इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी लेकिन हमने पूर्ण विवरण पर चर्चा नहीं की कुछ ने w1 से wn तक एक वाक्य दिया हैं और मैं टैग अनुक्रम t 1 से t n की संभावना का पता लगाना चाहता हूं और हमने कहा कि हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं कि ti xi की प्रॉबेबिलिटि का गुणा x i प्रत्येक व्यक्तिगत शब्द का संदर्भ है अब यहाँ समस्या यह है और आप कुछ टैग डिक्शनरी का उपयोग कर सकते हैं जो प्रत्येक शब्द के लिए कहता है कि HMM के लिए विटर्बी डिकोडिंग के मामले में हमने जो संभव किया था उसके समान संभव टैग क्या हैं अब इस मामले में एक विशेष समस्या क्या है इसलिए जैसा कि यह दिखता है जैसे कि आप इसे प्रत्येक शब्द के लिए स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं पहले शब्द के लिए मुझे पता चल सकता है कि दूसरे शब्द के लिए सबसे अच्छा टैग के साथ सबसे अच्छा टैग क्या है और इसी तरह अब इस दृष्टिकोण के साथ एक समस्या क्या है मैं आपको केवल एक सरल उदाहरण देता हूं तो यह एक हाइपोथेटिकल एक्जामपल है तो हम कहते हैं कि हमारे पास शब्द 1 शब्द 2 शब्द 3 है और शब्द 2 में दो टैग IN और JJ लग सकते हैं और शब्द 3 इसे ले सकता हैं इसे सरल बनाते है कि यह VBZ की तरह ले सकता है और शायद VBG की तरह कुछ और हो सकता है पर वे संभव नहीं हैं लेकिन सिर्फ एक हाइपोथेटिकल मामला है अब इस एल्गोरिथ्म का उपयोग करके या इसे स्वतंत्र रूप से करने पर हमें पता चला कि w2 के लिए IN कुछ संभावना देता है और JJ उसे संभावना देता है अब w 3 में जो कुछ हो सकता है वह पिछले असाइन किए गए टैग पर निर्भर हो सकता है इसलिए VBZ के लिए आप पिछले शब्द में दिए गए टैग का उपयोग करना चाहते हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि इस बिंदु पर बेस्ट संभावनाओं को चुनना सबसे अच्छा नहीं होगा इसलिए इस बिंदु पर टैग चुनना सबसे अच्छा नहीं हो सकता है क्योंकि अगले चरण पर आप टैग का उपयोग कर रहे हैं और संभावनाएं बदल सकती हैं ऐसा हो सकता है कि IN इस बिंदु पर बेहतर संभावना दे रहा है लेकिन जब VBZ के साथ संयुक्त होता हैं तो JJ एक बेहतर संभावना यह हो सकती है तो इसका मतलब है कि मैं संभावनाओं का पता लगा सकता हूं लेकिन मुझे अगले चरण में भी संभावनाओं और टैग का उपयोग करना होगा तो यह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है मैं केवल IN को नहीं चुन सकता और इसके बारे में भूल सकता हूं कि मुझे याद रखना होगा कि अगली बार क्या संभावना है जब मैं IN VBZ JJ VBZ को चुनूंगा और पिछली संभावनाओं का गुणा VBZ के लिए संभाव्यता से गणना करने की कोशिश करूंगा और ठीक यही है कि हम ऐसा करते हैं आपको बीम सर्च एल्गोरिदम में दिखाऊगा तो बीम सर्च एल्गोरिथ्म क्या है तो आपके परीक्षण वाक्य जिसमें w1 से wn जैसे शब्द हैं और बता दें कि ith शब्द के रूप में s i j jth हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी टैग को दर्शाता है यह शब्द wi तक की प्रोबेबिलिटी टैग सीक्वेंस है अब एल्गोरिथ्म कैसे काम करता है तो आपके पास w1 से wn तक शब्द हैं वर्ड w1 के लिए आपके पास s11 s12 s1 N तक टॉप और उच्चतम संभावना टैग हैं इसलिए हम संभावनाओं पर आएंगे और यह फिर से आसान है आप यहां उन फीचर्स का उपयोग करेंगे जो कि फीचर 1 है जो फीचर 0 है फिर आप वह नार्मलाइजेशन करेंगे जो आप इनमें से प्रत्येक टैग के लिए इन सभी संभावनाओं की गणना करेंगे अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आप w2 में कैसे जाते हैं इसलिए एक बात समझने की है कि आप संभवतः सभी संभावित टैग अनुक्रम नहीं रख सकते हैं क्योंकि यह मान लें कि प्रत्येक शब्द औसत टैगस k पर ले जाया जा सकता है तो यदि आपके पास N शब्द हैं तो टैग k टु द पावर n के क्रम का होगा हाँ k टु द पावर होंगा तो यह वाक्य की लंबाई में एक्स्पोनेंशल होगा इसलिए आप सभी टैग अनुक्रम नहीं रख सकते इसलिए आपको इस क्रम में उपलब्ध सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना होगा जो कि हम बिम सर्च में करते हैं इसलिए प्रत्येक बिंदु पर मैं चयन करूंगा कि इस बिंदु पर शीर्ष सेटअप कैपिटल N सीक्वेंस क्या है और हम इसे कैसे चुनते हैं इसलिए यह एल्गोरिथ्म का अगला भाग है इसलिए i को 2 वैल्यू देते है इसलिए अब आपको दूसरा शब्द देना है wi si 1 टैग को जनरेट करें j पिछले टैग संदर्भ के रूप में हैं और एक नया सीक्वेंस बनाने के लिए प्रत्येक टैग को si j में जोड़ें और फिर सभी टैग के लिए जारी रखें अब उसका मतलब क्या है i को 2 वैल्यू देते है जो आपका दूसरा शब्द है अब wi s si j के लिए जेनेरिक टैग्स मैंने दिए हैं जो मैंने पिछले टैग संदर्भ के रूप में दिए गए हैं i j क्या हैं i 1 s1 और j हैं इसलिए मुझे इसे पिछले संदर्भ के रूप में लेना चाहिए और मान लें कि यहा फिर से कुछ टैग है जैसे मैं सिर्फ कुछ टैग लिखूंगा t 1 t 2 t 3 इसलिए s 1 1 और t 1 पहला अनुक्रम बन जाता है s 1 1 और t 2 दूसरा क्रम बन जाता है और s 1 1 t 3 तीसरा क्रम बन जाता है इसी तरह s 1 2 t 1 चौथा अनुक्रम और इसी तरह से होता जाता है तो इस मामले में तीन गुना n अनुक्रम होंगे तो यह आप सामान्य स्थिति में ले सकते हैं यह एक टैग नहीं हो सकता है यह इस बिंदु तक एक अनुक्रम होगा इसलिए इस बिंदु पर हमारा पहला अनुक्रम है अब प्रत्येक अनुक्रम के लिए आप जानते हैं कि पिछले टैग क्या हैं जिन्हें असाइन किया गया है हां तो मुझे पता है कि इस बिंदु पर कौन से टैग असाइन किए गए हैं इसलिए मैं सभी फीचर्स का उपयोग कर सकता हूं इसलिए यदि कोई फीचर कहता है कि t i कुछ के बराबर है और t i 1 कुछ और के बराबर है तो मैं देख सकता हूं कि क्या ti इससे मेल खाता हूं और पिछला टैग इससे मेल खाता है केवल तभी यह 1 होंगावरना 0 क्योंकि मैं संदर्भ चुन रहा हूं मैं इन सभी फीचर की गणना कर सकता हूं मैं इन फीचर्स की गणना कर सकता हूं मैं सभी सीक्वेंसेस के लिए प्रोबेबिलिटीस की गणना कर सकता हूं और अब मैं क्या करूंगा मैं इस बिंदु पर चयन करूंगा कि इस बिंदु पर s i 1 से s i N क्या हैं इस बिंदु पर टॉप एंड सीक्वेंसेस क्या हैं और फिर से मैं तीसरे शब्द पर जाऊंगा फिर से इसके टैग सभी अनुक्रमों के साथ जोड़ देंगे और यहाँ से टॉप अंत चुनेंगे तो क्या होगा जो आपके स्थान का उपयोग करेगा वह एक्स्पोनेंशली नहीं करेगा आपके पास हमेशा किसी भी बिंदु पर टॉप एंड सीक्वेंस होगा तो अंत में जब आप अंतिम शब्द पर जाते हैं तो आपको टॉप एंड प्रोबेबिलिटीस या सभी संभावनाएं मिलेंगी और आप सर्वश्रेष्ठ अनुक्रम का चयन करेंगे और अब क्योंकि छठे क्रम में शुरू से टैग शामिल है आप अंतिम शब्द में सबसे अच्छा अनुक्रम चुनने से स्पीच टैग का हिस्सा पता लगा लेंगे और वह आपका एल्गोरिथ्म है इसलिए उपरोक्त लूप द्वारा N हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी सीक्वेंसेस को खोजें तदनुसार इसे सेट करें और दोहराएं यदि i n से छोटा या बराबर है और अंतिम शब्द के लिए हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी सीक्वेंसेस x n 1 पर लौटें और यह आपकी अधिकतम एन्ट्रापी है जिसे आप अधिकतम एन्ट्रॉपी मार्कोव मॉडल कह सकते हैं अधिकतम एन्ट्रापी मॉडल के बजाय क्लासिफायर उत्पन्न करे जो प्रत्येक शब्द के लिए व्यक्तिगत रूप से कर सकता है लेकिन जब आप किसी सीक्वल के लिए सीक्वेंस लेबलिंग प्रोब्लम को हल करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप इस अधिकतम एन्ट्रापी मार्कोव मॉडल का उपयोग करते हैं तो यह आपके लिए अधिकतम एंट्रॉपी मार्कोव मॉडल था अब अगले व्याख्यान में मैं इस सर्च का एक सरल उदाहरण लूंगा और मैं जल्दी से फील्ड्स में कंडीशनल मॉडल को कवर करूंगा जो कि अनुक्रम लेबलिंग कार्य में स्टेट ऑफ आर्टस में से एक है और जो हम दिखाएंगे अधिकतम एंट्रोपी मॉडल के साथ कुछ समस्या है जो कंडिशन ऑफ फील्ड्स हल करने की कोशिश करती है धन्यवाद मैं आपको अगली कक्षा में देखूंगा